नमस्ते हमारे वित्तीय लेखा पाठ्यक्रम के चौथे सत्र में आपका स्वागत है मुझे आशा है कि आपने पहले तीन सत्र का आनंद लिया है जहां 1 और 2 सत्र बहुत ही परिचयात्मक है हमने वित्तीय लेखांकन के साथ शुरुआत की थी तब हमने विशेष रूप से वित्तीय विवरणोंस्टेटमेंट व बैलेंस शीट को समझा और हमने देखा कि यह व्यापार चक्र से कैसे निकलता है हमने इस बारे में भी यहां चर्चा की है पिछले सत्र में वार्षिक रिपोर्ट में हमने बैलेंस शीट की थोड़ी विस्तृत चर्चा शुरू की थी इसलिए मैं अभी उन प्रारूपों पर वापस जाऊँगा जो हमने देखे हैं जिन लोगों ने पहली बार बैलेंस शीट देखी है वे यह समझने के लिए कि एक बैलेंस शीट क्या है एक नज़र स्लाइड पर डालें यह बैलेंस शीट का छोटा प्रारूप है एक तरफ हमें संपत्ति मिली है जो उद्यम के साथ सभी संसाधनों की एक सूची प्रदान करती है दूसरी तरफ हमें देनदारियां मिली हैं इसलिए देनदारियां आपको संसाधनों के लिए प्रदाता दे रही हैं या वे आंतरिक लोग हैं जैसे मालिक हैं जिन्होंने हमें मालिकों के फंड दिए हैं बैंकों जैसे बाहरी लोग हैं जिन्होंने हमें बाहरी देनदारियां दी हैं दोनों को प्रधान दायित्व के तहत सूचीबद्ध किया गया है इसके बाद हमने अनु सूची VI के अनुसार प्रारूप पर चर्चा शुरू की थी अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि अनु सूची VI का मतलब क्या है अब अनु सूची VI कंपनियों के अधिनियम के तहत एक अनु सूची है इसलिए सभी कंपनियों के लिए इस प्रारूप के अनुसार बैलेंस शीट तैयार की जानी है अब अनु सूची VI के तहत पहला आइटम इक्विटी और देनदारियों को संदर्भित करता है जो कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की है इसके तहत आपको 1 पर मिल गया है शेयरधारकों के धन मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे यदि आपको न केवल यहां बल्कि पहले के सत्रों में भी संदेह है तो कृपया चर्चा मंचों पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें इसलिए IIT की टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है कृपया प्रतिक्रियाशील रहें और चर्चा मंच में बहुत चर्चा करें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है मुझे आशा है कि आपने अपनी कंपनी के बारे में फैसला किया है उस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें और बैलेंस शीट देखें जैसा कि हम एक विशेष वित्तीय विवरण का अध्ययन कर रहे हैं कृपया अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखें और यदि आपको कोई संदेह है तो आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कर सकते हैं आप IIT टीम से भी चर्चा और पूछ सकते हैं हम आपकी तरफ से हर सवाल का जवाब देंगे तो पहले आइटम नंबर के तहत तीन उप मद शेयर पूंजी भंडार और अधिशेष और शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन हैं तो शेयर पूंजी वह पैसा है जो मालिकों द्वारा लगाया जाता है रिज़र्व और सरप्लस उस मुनाफे को संदर्भित करता है जो इसमें निहित है शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन से तात्पर्य उस धन से है जो कुछ लोगों से एकत्र किया जाता है और भविष्य में उन्हें शेयर प्राप्त होंगे अभी तक उन्हें कोई शेयर नहीं मिला है आइटम नंबर 2 में शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन भी समान है भावी निवेशकों ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं शेयर उन्हें जारी किए जाने हैं लेकिन अभी तक जारी नहीं किए गए हैं उस समय तक धन को आइटम नंबर 2 के तहत दिखाया जाता है जो कि शेयर आवेदन लंबित आवंटन है एक बार जब उन्हें आवंटित किया जाता है तो यह 1 में जाएगा यदि उन्हें आवंटित नहीं किया जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा जो कि आइटम नंबर 2 है आइटम नंबर 3 गैर वर्तमान देनदारियां हैं फिर से आपको चार आइटम कर देयता को स्थगित कर दिया गया है यह एक कर देयता राशि है जिसे कर के रूप में भुगतान किया जाना है लेकिन नहीं कर कानूनों के तहत कुछ प्रावधानों के कारण वर्तमान वर्ष का भुगतान 2 3 4 साल के बाद किया जाएगा बाद में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि स्थगित कर देनदारियों की गणना कैसे की जाती है लेकिन पहले हम हमारी बैलेंस शीट को पूरा करेंगे के तहत दिखाया गया है खासकर यदि यह 1 वर्ष से अधिक के लिए है अगला एक आइटम नंबर 4 है जो वर्तमान देनदारियां हैं ये 1 वर्ष से कम समय के लिए हैं तो किसी भी अन्य वर्तमान देनदारियों जैसे उदाहरण के लिए बकाया वेतन या बकाया बिजली बिल या बकाया कार्यालय व्यय बकाया स्टेशनरी शुल्क तो किसी भी व्यय पर जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है लेकिन 1 वर्ष में देय है अन्य वर्तमान देनदारियां हैं अल्पकालिक प्रावधान हैं ये अनुमानित देनदारियां हैं जो अल्पावधि में देय हैं इसलिए हमारे पिछले सत्र में हम आइटम 4 पर आए थे यह पिछले सत्रों में हमने जो किया है उसका त्वरित संशोधन था मुझे आशा है कि आप चौकस हैं और आपने अब तक जो भी चर्चा की है आप समझ गए हैं अब हम बैलेंस शीट के II भाग पर जाते हैं जिसे संपत्ति के रूप में जाना जाता है तो ये गुण हैं या ये वे संसाधन हैं जो उद्यम के साथ उपलब्ध हैं भाग II में आइटम नंबर 1 गैर समवर्ती संपत्ति है जैसा कि नाम से पता चलता है कि गैर वर्तमान का मतलब यह 1 वर्ष से अधिक के लिए है या आप इसे दीर्घकालिक भी कह सकते हैं इसके तहत अमूर्त संपत्ति शामिल हैं हमारे दूसरे सत्र में हम चर्चा करते हैं कि अचल संपत्ति क्या है मुझे आशा है कि आपको याद होगा इसलिए अचल संपत्तियां उपक्रम के बुनियादी ढांचे को संदर्भित करती हैं यह उन संपत्तियों को संदर्भित करता है जो व्यापार चक्र चलाने के लिए उपयोग की जाती हैं वे स्वयं व्यापार चक्र में भाग नहीं लेते हैं वे परिवर्तित नहीं होते हैं लेकिन वे धन चक्र का समर्थन करते हैं तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं उदाहरण के लिए हमारे पास जमीन है हमारे पास भवन हो सकता है हमारे पास मशीनरी हो सकती है हमारे पास वाहन हो सकते हैं वे लंबी अवधि के लिए हमारे साथ हैं वे हमें व्यापार करने में मदद करते हैं या वे हमारी नियमित गतिविधियों को करने में हमारी मदद करते हैं लेकिन वे स्वयं हैं या परिवर्तित नहीं हो रहे हैं इसलिए यह स्टॉक नहीं है अचल संपत्तियों में अमूर्त संपत्ति शामिल हैं मूर्त का अर्थ है जिसे छुआ जा सकता है जिसका भौतिक अस्तित्व है इसलिए भूमि भवन वाहन जैसे जिन भी उदाहरणों की हमने चर्चा की वे सभी मूर्त हैं अमूर्त का अर्थ है कि उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और उन्हें छुआ नहीं जा सकता है लेकिन उनका एक मूल्य है तो ऐसी संपत्ति क्या है जो आप किसी भी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं मुझे लगता है कि आप सभी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन और अन्य भागों को देख सकते हैं जो आपके सभी हार्डवेयर हैं लेकिन कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं या आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इसके प्रभाव को देख सकते हैं यह अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है क्या आप किसी अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं पेटेंट हैं कॉपीराइट हैं ट्रेडमार्क हैं ये सभी कंपनी के अधिकार या मालिक के अधिकार हैं लेकिन प्रकृति में भौतिक नहीं हैं वे बौद्धिक संपदा हैं ये सभी अमूर्त अचल संपत्तियों के उदाहरण हैं यह एक ऐसा युग है जहां अमूर्त संपत्ति मूर्त संपत्ति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है कहते हैं कि 100 साल पहले मूर्त संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण थी तो बड़ी कंपनियों जैसे कि फोर्ड या जनरल मोटर्स या जनरल इलेक्ट्रिक बड़ी कंपनियां थीं आज कौन सी बड़ी कंपनी हैं मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं अब यह गूगल है यह फेसबुक है यह माइक्रोसॉफ्ट है क्या उनके पास भौतिक संपत्ति है बेशक उनके पास बहुत कम है लेकिन उनकी अधिकांश संपत्ति प्रकृति में अमूर्त है वैसे भी यह सिर्फ चर्चा के लिए था सामान्य तौर पर किसी भी कंपनी के लिए कुछ मूर्त संपत्ति और कुछ अमूर्त संपत्ति होंगी जैसा कि स्लाइड में i और ii के तहत दिखाया गया है iii कार्य प्रगति है अब इसका क्या मतलब है की कार्य प्रगति पर है इसका मतलब है कुछ काम चल रहा है कुछ जो निर्माणाधीन है और पूंजी क्योंकि यह एक दीर्घकालिक है तो मान लीजिए कि निर्माण चल रहा है एक बार जब यह तैयार हो जाता है तो हम इसे मूर्त अचल संपत्ति के रूप में कहेंगे अभी इमारत तैयार नहीं है लेकिन कुछ काम जारी है हमने कुछ पैसे खर्च किए हैं और लगता है कि इसे पूरा करने में तीन साल लगेंगे इसलिए अब तक मैं यह नहीं दिखा सकता कि यह एक इमारत है या एक मूर्त संपत्ति है न तो मैं अग्रिम के रूप में भुगतान किए गए पैसे दिखा सकता हूं क्योंकि कुछ काम पहले ही हो चुका है यही कारण है कि इसे प्रगति में एक पूंजी कार्य के रूप में दिखाया गया है चौथा विकास के तहत अमूर्त संपत्ति है अब यह क्या है ठीक वैसे ही जैसे पूंजी कार्य प्रगति पर है अमूर्त संपत्ति का बहुत कुछ बनाया या विकसित किया जा रहा है लेकिन फिर भी वे तैयार नहीं हैं उदाहरण के लिए आपने पेटेंट के लिए आवेदन किया है लेकिन पेटेंट अभी तक मंजूर नहीं किया गया है लेकिन आप पहले से ही अनुसंधान पर बहुत अधिक राशि खर्च कर चुके हैं फिर वह विकास के तहत एक अमूर्त संपत्ति होगी अन्य उदाहरण है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं और इसके विकास का परीक्षण नहीं हुआ है तो यह उपयोग के लिए तैयार चरण में नहीं है लेकिन विकास प्रक्रिया में लागत खर्च की गई है जिसे विकास के लिए अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा अब जब आप पिछले दो से तीन वर्षों से अपनी कंपनी की बैलेंस शीट का अध्ययन कर रहे हैं तो कृपया आइटम 3 और 4 को ध्यान से देखने का प्रयास करें क्योंकि यदि इस वर्ष यह लगता है कि यह निर्माणाधीन है या विकास के तहत है तो अगले वर्ष यह तैयार हो जाएगा और यह मूर्त या अमूर्त संपत्ति में चला गया है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि एक या दो साल में काम पूरा हो जाएगा और इसे या तो मूर्त या अमूर्त के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा मान लीजिए कि एक विशेष वस्तु को 2 3 4 साल की लंबी अवधि के लिए निर्माणाधीन के रूप में दिखाया गया है तो हमें इस बात पर संदेह होगा कि वह वस्तु तैयार क्यों नहीं हो रही है क्या यह उस वस्तु को दिखाने के लिए धोखाधड़ी है या वास्तविक समस्याएं हैं यदि इसे पूरा न किया जाए तो हम अभी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप केवल आइटम 3 और 4 के विवरण को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये आइटम स्थिर हैं या वे तैयार हो रहे हैं और नई वस्तुएं नव निर्मित हैं अब इन अचल संपत्तियों को i ii ii iv के रूप में कुल अचल संपत्ति माना जाता है अब दूसरा आइटम जो 1 है वह मौजूदा निवेश है हमारे अंतिम से अंतिम सत्र में हमने थोड़ी चर्चा की है कि निवेश क्या है क्या आपको याद है इसलिए यदि आप अपने व्यवसाय के बाहर कुछ पैसा लगाते हैं तो इसे निवेश कहा जाता है अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर यदि आप एक भवन या खरीद स्टॉक का निर्माण करते हैं तो निवेश नहीं है निवेश का मतलब है कि आपको किसी और कंपनी या कहीं और पैसा देना होगा तो क्या आप निवेश का कोई उदाहरण दे सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए शेयर बैंक जमा म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ अगर आप किसी अन्य कंपनी या बैंक के साथ पैसा निवेश करते हैं तो यह एक निवेश है यदि वह निवेश 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किया जाता है तो उसे 1 के तहत है और यह एक विज्ञान है कि कैसे प्रबंधित किया जाता है आप कैसे निवेश करते हैं आप कब खरीदते हैं कब बेचते हैं उन सभी चीजों का अध्ययन पोर्टफोलियो प्रबंधन के तहत किया जाता है अभी हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन आपकी कंपनी किस पोर्टफोलियो में 1 पर एक नज़र है कि वे किस प्रकार के निवेश कर रहे हैं अब 1 पर जाएं जो कि कर की आस्थगित है यदि आपको पिछले सत्र में याद है और आज के सत्र की शुरुआत में हमने स्थगित कर देयता के बारे में चर्चा की है अब आस्थगित का अर्थ है जो आज या वर्तमान वर्ष में नहीं है लेकिन जो बाद के वर्षों में होने वाला है यदि यह एक देयता है तो इसे एक स्थगित कर देयता के रूप में दिखाया जाएगा यह एक स्थगित कर संपत्ति है तो आज आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा जो आपको दो तीन साल बाद मिलेगा फिर इसे आस्थगित कर परिसंपत्ति कहा जाता है क्या इसका मतलब है कि तीन साल के बाद सरकार आपको टैक्स देगी बेशक कोई भी सरकार हमें कर का भुगतान नहीं करती है लेकिन सरकार आपको कुछ लाभ देती है जिसे आप 2 साल बाद 3 साल बाद उपयोग कर सकते हैं कर की छूट का लाभ या कर की कमी जिसे आस्थगित कर संपत्ति कहा जाता है वास्तव में यह कौन सी वस्तु है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन यदि अस्तित्व में ऐसी कोई संपत्ति है तो इसे 1 के तहत दिखाया जाएगा अब अगला आइटम दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम है अब आपको ऋण और अग्रिम से क्या मतलब है ऋण दो प्रकार के होते हैं एक कंपनी ने ऋण लिया है फिर उसे देनदारियों के तहत उधार के रूप में दिखाया जाएगा जिसे हमने पिछले सत्र में देखा था लेकिन मान लीजिए कि कंपनी ऋण देती है तो सामान्य ऋणों से इसे अलग करने के लिए जिसे हम कहेंगे यह ऋण और अग्रिम के रूप में इसलिए अगर कंपनी किसी को लोन देती है या किसी को एडवांस देती है तो उसे लोन और एडवांस माना जाता है भविष्य में यदि आप लोन और एडवांस शब्द देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि यह एक एसेट आइटम है यदि केवल ऋण है तो यह एक दायित्व है अब चूंकि यह लंबी अवधि के लिए है इसलिए हम इसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखा रहे हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी नए घर खरीदने के लिए कर्मचारी को अग्रिम देती है अब आवास अग्रिम स्पष्ट रूप से केवल एक वर्ष के लिए नहीं होगी यह 5 साल दस साल 15 साल के लिए हो सकती है फिर इसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया जाएगा यह दो तीन वर्षों के लिए किसी आपूर्तिकर्ता को दिया गया ऋण या अग्रिम भी हो सकता है बता दें कि आपूर्तिकर्ता नई मशीनरी खरीदना चाहता है इसलिए हम 3 साल के बाद चुकाए जाने के लिए कुछ ऋण देंगे और फिर इसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया जाएगा फिर 1 के अलावा यदि कोई अन्य दीर्घकालिक संपत्ति है तो उसे अन्य गैर समवर्ती संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा इसलिए आइटम 1 के तहत हमने दीर्घकालिक संपत्तियों की पूरी चर्चा की है अब हम दूसरी संपत्तियों पर जाते हैं इसमें हमें एक गैर समवर्ती संपत्ति के रूप में और दो वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में मिलती है मुझे लगता है कि आप सभी परिभाषा जानते हैं ये सभी परिपक्व होने जा रहे हैं या जो 1 वर्ष की अवधि के भीतर परिसमाप्त या परिवर्तित होने जा रहे हैं यदि आपको हमारे सत्र 1 में याद है तो हमने व्यापार चक्र देखा है तो एक व्यापार चक्र में ज्यादातर यह अचल संपत्तियों का आदान प्रदान है गैर समवर्ती संपत्तियों की हम चर्चा करेंगे या हम दो तीन साल चार साल पांच साल के बाद ही उनसे निपटेंगे लेकिन वर्तमान परिसंपत्तियों का लेन देन हर पल होता है उनका लगातार आदान प्रदान हो रहा है इसलिए 2 आविष्कार है अब आप सूची द्वारा क्या समझते हैं इसका दूसरा नाम स्टॉक है हमारे पास कुछ कच्चा माल हो सकता है जो तैयार माल में परिवर्तित हो जाता है या हम तैयार माल खरीद सकते हैं यह सब एक साथ लिया गया माल है तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे सामान्य व्यवसाय में परिवर्तित या बेची जाने वाली हैं जिन्हें 2 व्यापार प्राप्य है एक व्यापार प्राप्य क्या है B2B व्यवसाय में आम तौर पर जब हम काउंटर पर सामान बेचते हैं तो हमें तुरंत भुगतान नहीं मिलता है हम सामान बेचेंगे और बिल भेजेंगे 15 दिनों के बाद 1 महीने 2 महीने ग्राहक भुगतान करेगा इसलिए जब तक धन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसे व्यापार प्राप्य कहा जाता है दूसरे शब्दों में जब भी हम क्रेडिट बिक्री करते हैं जब तक हमें भुगतान नहीं मिलता है तब तक बिक्री राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में दिखाया जाएगा शब्द व्यापार से पता चलता है कि यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए है यह एक नियमित व्यावसायिक गतिविधि है जो प्राप्य से संबंधित है या बना रही है इसलिए इसे व्यापार प्राप्य 2 नकद और नकद समकक्ष है मुझे लगता है कि हर कोई नकदी को समझता है हर कोई नकदी पसंद करता है क्योंकि इसे खर्च करना बहुत आसान है कैश के बराबर क्या है ऐसे आइटम हैं जो लगभग नकदी की तरह हैं वे बहुत आसानी से नकदी में परिवर्तित हो सकते हैं इसलिए उन्हें नकद समकक्ष कहा जाता है बाद में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं यदि आपको याद है कि यह एक तीसरा स्टेटमेंट है जब हम कैश फ्लो का अध्ययन करते हैं तो हम इस बारे में जानकारी देंगे कि कैश और कैश समतुल्य क्या है लेकिन अभी आप इसे मान सकते हैं यह ज्यादा या कम नकदी की तरह है अब 2 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम है हमने अभी अभी ऋण और अग्रिम चर्चा की है मुझे आशा है कि आपको याद होगा तो ये इकाई द्वारा दिए गए ऋण हैं इसलिए जब हम कर्मचारी या किसी अन्य कंपनी को ऋण देते हैं या किसी को अग्रिम देते हैं तो वह सब ऋण और अग्रिम में कवर किया जाता है इसलिए यदि ऋण 1 वर्ष से कम समय के लिए है तो हम इसे अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में कहेंगे

2 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया जाएगा मुझे उम्मीद है कि आप सभी अब समझ गए होंगे कि संपत्ति क्या है तो यह कुल 1 प्लस 2 सरल है यदि यह 1 वर्ष से अधिक है तो यह गैर वर्तमान संपत्ति है और यदि 1 वर्ष से कम है तो वे वर्तमान संपत्ति हैं इसलिए हम यहां कुल संपत्ति प्राप्त करते हैं आप में से कुछ के पास कई प्रश्न हो सकते हैं चिंता न करें हम बाद में संपत्ति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आप बैलेंस शीट के तत्वों को देखते हैं तो तीन भाग होते हैं एक संपत्ति है तो यह एक दायित्व द्वारा वित्त पोषित है यहां मेरा मतलब है एक बाहरी देयता या मालिकों द्वारा जिसे मालिक निधि कहा जाता है अब प्रत्येक आइटम के बारे में विस्तार से जाने तो आप एक परिसंपत्ति को कैसे परिभाषित करते हैं यह एक संभावित भावी आर्थिक लाभ है जो स्वामित्व या नियंत्रित है तो संपत्ति कहलाने के लिए संतुष्ट होने के लिए दो शर्तें हैं एक आइटम का आर्थिक मूल्य होना चाहिए और दो आइटम का स्वामित्व होना चाहिए यदि आप पहले दिन को याद करते हैं तो पहला सत्र मैंने आपको बताया था कि एक विशेष संपत्ति बैलेंस शीट में नहीं आती है क्योंकि यह शर्त संख्या 2 को संतुष्ट नहीं करता है क्या आपको वह आइटम याद है वह वस्तु एक मानव संपत्ति है कंपनी के साथ काम करने वाले कर्मचारी वैज्ञानिक प्रबंधक अधिकारी वास्तव में वे इकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हैं लेकिन इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि परिभाषा पर नजर डालें तो इसका एक संभावित आर्थिक मूल्य होना चाहिए जो उनके पास है लेकिन उसका स्वामित्व या नियंत्रण भी होना चाहिए इसलिए कर्मचारी हमारे दास नहीं हैं जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं इसलिए उन्हें स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है यही कारण है कि आप बैलेंस शीट में मानव संपत्ति नहीं देखेंगे अब किसी भी अन्य संपत्ति के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि यह इन दोनों शर्तों को पूरा करती है या नहीं मुझे लगता है कि उदाहरण आप सभी जानते हैं कि नकदी भूमि भवन निवेश मशीनरी हैं एक और 10 उदाहरणों के बारे में सोचें और मुझे लगता है कि आप इसे अपने असाइनमेंट में शामिल कर सकते हैं अब फिर से स्लाइड में दी गई परिभाषा को देखें कि यह कुछ पिछले घटना के परिणामस्वरूप उद्यम द्वारा नियंत्रित एक संसाधन है लेकिन इसका भविष्य में मूल्य होना चाहिए दूसरा बिंदु यह है कि संसाधनों में एक लागत या मूल्य होना चाहिए जिसे मज़बूती से मापा जा सकता है यदि हमारे पास ऐसी संपत्ति है जिसका कुछ मूल्य है लेकिन कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है तो भी हम इसे महत्व नहीं दे सकते हैं और इसे बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं अब हमारे पास जो प्रकार की संपत्ति हैं वे अचल संपत्ति वर्तमान संपत्ति और निवेश हैं मुझे लगता है कि इसके साथ हम यहां रुकेंगे हमने पहले ही इस पर चर्चा की है जब हम बैलेंस शीट पर चर्चा कर रहे थे लेकिन हम प्रत्येक आइटम को अब व्यक्तिगत रूप से लेंगे और इसे विस्तार से बताएंगे लेकिन उस समय तक जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कृपया अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पर जाएं और देखें कि उनके पास क्या संपत्ति है तभी आपको वास्तव में एक वास्तविक प्रकार की सीख मिलेगी